जब आप एक एम्बेडेड सिस्टम को डिजाइन और कार्यान्वित करने की कोशिश करते हैं तो आपको बाहरी दुनिया के साथ इंटरफेस करने की आवश्यकता होगी विभिन्न प्रकार के सेंसर होंगे विभिन्न प्रकार के एक्चुएटर होंगे इसलिए जो भी वोल्टेज बाहर से आ रहे हैं वे बहुत कम ही डिजिटल हैं उनमें से ज्यादातर एनालॉग हैं इसी तरह जब आप एक्चुएटर को सक्रिय करते हैं तो आपको अक्सर उनको एनालॉग कण्ट्रोल सिग्नल प्रदान करने की आवश्यकता होती है उस कारण से माइक्रोकंट्रोलर प्रोसेसिंग यूनिट के साथ इंटरफेस के लिए आपको डिजिटल से एनालॉग कनवर्टर उपकरण की आवश्यकता होती है और एनालॉग से डिजिटल कनवर्टर की भी आवश्यकता होती है इस व्याख्यान का विषय डिजिटल से एनालॉग रूपांतरण है यहां हम विभिन्न तरीकों का अध्ययन करेंगे जिनमें डिजिटल से एनालॉग रूपांतरण को अंजाम दिया जा सकता है इस व्याख्यान में हम डिजिटल से एनालॉग रूपांतरण की कुछ बुनियादी बातों के बारे में बात करेंगे और हम ऐसे डी ए कनवर्टर DA converters को क्रियान्वित करने के लिए दो अलग अलग वैकल्पिक डिजाइन शैलियों पर चर्चा करेंगे एनालॉग शब्द के साथ इंटरफेस करने के लिए मैं यहां एक योजनाबद्ध आरेख दिखा रहा हूं माइक्रोकंट्रोलर यहां स्थापित किया जा सकता है इस वास्तविक प्रोसेसिंग यूनिट या डिजिटल प्रणाली है फिजिकल वेरिएबल जिसे आप बाहर से महसूस कर रहे हैं आपको किसी प्रकार का सेंसर उपयोग करने की आवश्यकता है इसे कभी कभी ट्रांसड्यूसर कहा जाता है जो इसे वोल्टेज में बदल देता है और ए डी कनवर्टर AD converter इस वोल्टेज को डिजिटल इनपुट में बदल देता है और यह माइक्रोकंट्रोलर डिजिटल इनपुट को सीधे सीधे प्राप्त कर सकता है और इसी तरह जब यह एक्च्युएटर को सक्रिय करना चाहता है तो यह एक डिजिटल आउटपुट प्रदान करता है जो डी ए कनवर्टर के माध्यम से इसे वोल्टेज में बदल देता है यह एक एनालॉग वोल्टेज है जो एक एक्च्युएटर को दिया जाता है ये विशिष्ट एम्बेडेड सिस्टम के बुनियादी घटक हैं डिजिटल से एनालॉग कनवर्टर या डी ए कनवर्टर क्या है आप इस ब्लॉक आरेख को देखें इनपुट में हम एक डिजिटल शब्द लागू करते हैं इस उदाहरण में मैं यहाँ 4 बिट शब्द D0 D1 D2 3 दिखा रहा हूं आइए इसे हम D कहते हैं यह इस संख्या के दशमलव अंक के बराबर है और इस आउटपुट में हम एक एनालॉग वोल्टेज उत्पन्न करते हैं एनालॉग वोल्टेज का मतलब एक निरंतर वोल्टेज है जो इनपुट के रूप में लागू डिजिटल मान के समानुपाती होगा तो यह VOUT D के समानुपाती होगा और अक्सर इस डी ए कनवर्टर में हम कुछ रिफरेन्स वोल्टेज लागू करते हैं जो निर्धारित करेगा कि VOUT का अधिकतम मान क्या होगा इस तालिका में मैंने एक बहुत छोटा उदाहरण दिया है मैंने रिफरेन्स वोल्टेज को 15 वोल्ट माना है यह एक 4 बिट डी ए कनवर्टर है तो यहाँ 0 0 0 0 से 1 1 1 1 कुल 16 संयोजन हो सकते हैं और आउटपुट वोल्टेज भी इस तरह से हो सकते हैं 0 0 0 0 का मतलब है कि आउटपुट 0 वोल्ट पर है 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक हैं आउटपुट वोल्टेज स्पष्ट रूप से इनपुट डिजिटल शब्द के दशमलव समकक्ष के समानुपाती होता है हर D में वृद्धि के लिए आउटपुट में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है D में हर एक मान में वृद्धि के लिए आउटपुट में वृद्धि होती है इसे कभी कभी रिज़ॉल्यूशन या डी ए कनवर्टर का स्टेप साइज कहा जाता है आप रिज़ोलुशन को कैसे परिभाषित करते हैं यह आउटपुट में सबसे छोटा परिवर्तन है जो कि D में बदलाव का परिणाम है अब D एक डिजिटल इनपुट है इसलिए D में हम 0 1 2 3 4 का प्रयोग कर रहे हैं जब भी D का मूल्य किसी मान से i से अगले मान i 1 में बदलता है आउटपुट एनालॉग वोल्टेज VOUT में परिवर्तन ही स्टेप साइज या रिज़ोलुशन है कभी कभी हम इसे लीस्ट सिग्नीफिकेंट बिट के मान के रूप में संदर्भित करते हैं जब लीस्ट सिग्नीफिकेंट बिट में परिवर्तन होता है इसे भी 1 मान में वृद्धि माने जा सकते हैं तो VOUT D के समानुपाती है यह स्थिरांक भी स्टेप साइज के समानुपाती है तो जो भी मूल्य आप D पर लागू कर रहे हैं उस स्टेप साइज को D से गुणा करने पर जो वोल्टेज आपको मिल रहा होगा वही वास्तविक वोल्टेज है रिज़ॉल्यूशन को फुल स्केल वोल्टेज के प्रतिशत के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है स्टेप साइज या रिज़ॉल्यूशन जो भी आप इसे कहते हैं इसे फुल स्केल वोल्टेज Vref भागित डी ए कनवर्टर के स्टेप की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जैसे 4 बिट कन्वर्टर के लिए आप 0 0 0 0 से 1 1 1 1 तक जा सकते हैं जिनकी कुल संख्या 15 है N बिट कन्वर्टर के लिए आप 2N 1 तक जा सकते हैं तो कुल वोल्टेज संख्या को स्टेप संख्या से विभाजित करते है वह स्टेप की ऊंचाई या रिज़ॉल्यूशन कहलाता है ऐसे ही आप N बिट डी ए कनवर्टर के लिए रिज़ॉल्यूशन या स्टेप साइज को परिभाषित कर सकते हैं यदि हम इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं हम इसे फुल स्केल वोल्टेज पर विभाजित करते हैं जो Vref है यह 100 को 1 से में विभाजित करेगा यह प्रतिशत रिज़ॉल्यूशन के लिए अभिव्यक्ति है यदि आपसे N बिट डी ए कनवर्टर को प्रतिशत रिज़ॉल्यूशन के रूप में गणना करने के लिए कहा जाता है तो आप इस सूत्र का उपयोग करेंगे मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह का डी ए कनवर्टर है और डी ए कनवर्टर के इनपुट से हमने एक बाइनरी काउंटर कनेक्ट किया है जो अप्स की गणना करता है और हम लगातार एक क्लॉक प्रयोग करते हैं काउंटर 0 1 2 3 4 की गिनती करेगा हम इसे एक 4 बिट डी ए कनवर्टर कहते हैं तो यहां 4 लाइनें हैं और यह 4 बिट काउंटर है जैसे ही घड़ी गणना करना प्रारम्भ करती है काउंटर लगातार 0 से 15 तक जाएगा और फिर से यह 0 पर वापस आ जाएगा यदि मैं डी ए कनवर्टर के आउटपुट पर तरंग का निरीक्षण करता हूं तो मुझे तरंग इस तरह दिखाई देगा आउटपुट 0 से 15 तक चरण दर चरण जाएगा और फिर से 0 पर वापस आ जायेगा और फिर से 1 2 3 4 इत्यादि अब Vref के आधार पर स्टेप हाइट समायोजित की जाएगी यदि Vref 15 V है इसका मतलब है कि फुल स्केल वोल्टेज 15V है तो आपकी स्टेप हाइट 1 वोल्ट होगी अब D A कनवर्टर के प्रकारों के बारे में बात करते हैं मैंने शुरुआत में उल्लेख किया था कि हम D A कनवर्टर के 2 प्रकार के बारे में बात करेंगे जो सबसे आम है एक को वेटेड रजिस्टर टाइप कहा जाता है दूसरे को रजिस्टिव लैडर टाइप कहा जाता है अब मुद्दा यह है कि पहला प्रकार बनाना और समझना आसान है लेकिन इस डिज़ाइन में हमारे द्वारा कुछ समस्याएं और विवाद देखे गए हैं लेकिन दूसरा प्रकार का निर्माण करना आसान है लेकिन सर्किट्री के संदर्भ में यह थोड़ा अधिक जटिल है हम पहले वेटेड रजिस्टर टाइप डी ए कनवर्टर के साथ शुरू करते हैं आइए हम N बिट डी ए कनवर्टर डिजाइन पर विचार करें सामान्य तौर पर इनपुट में आने वाले बिट्स की संख्या होती n है पहली बात यह है कि इस तरह के डी ए कनवर्टर का निर्माण करने के लिए हमें अलग अलग प्रतिरोध मानों की आवश्यकता है और इस तरह के डी ए कनवर्टर के निर्माण में यह मुख्य समस्याओं में से एक है आप देखेंगे कि आप बहुत सही ढंग से 1 2 या 3 प्रतिरोध मूल्यों का निर्माण कर सकते हैं लेकिन अगर मैं बताऊँ तो आपको 16 विभिन्न प्रतिरोध मानों की आवश्यकता होती है तो आपको उन सभी को बहुत सही ढंग से निर्माण करना होता है और यह अधिक कठिन हो जाता है इस विधि को उपयोग करने के लिए n भिन्न प्रतिरोध मानों की आवश्यकता होती है और कुछ आधारभूत मान R 2R 4R होगाजो कि 2 के गुणक के रूप में है यह 2n 1 R तक जाएगा विभिन्न प्रतिरोध मान वास्तव में कुछ धाराओं को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हैं आइए हम कहते हैं कि आपके पास एक प्रतिरोध R है और हम एक वोल्टेज प्रयोग करते हैं मान लीजिए कि मैं इस बिंदु को ग्राउंड करता हूं इसलिए जो धारा प्रवाहित होगी वह V R द्वारा दी जाएगी यदि मैं n विभिन्न प्रतिरोध के मानों का उपयोग करता हूं तो धारा वर्तमान प्रतिरोध के मान द्वारा निर्धारित किया जाएगा R के लिए इसका कुछ मूल्य होगा 2R धारा का आधा होगा 4R उसका भी आधा हिस्सा होगा और बाकी भी इसी तरह होगा वर्तमान मान 2 के गुणकों में बदल रहे हैं यदि मेरे पास अंत में आने वाली कुल धारा की गणना करने के लिए एक तंत्र है तो वह आपको एक अंतिम DAC आउटपुट देगा यदि आप इसे वोल्टेज में बदल सकते हैं तो मुख्य दोष जिसका मैंने पहले ही उल्लेख किया था आपको बहुत सारे प्रतिरोध मानों का उपयोग करने की आवश्यकता है यह सर्किट इस तरह दिखता है मैं वेटेड रजिस्टर टाइप के 4 बिट डी ए कनवर्टर को दिखा रहा हूं आप देख रहे हैं कि हम जिन मानों का उपयोग कर रहे हैं वे R 2R 4R और 8R हैं सिर्फ एक उदाहरण के रूप में मैं इसे 1 किलो ओम 2 किलो ओम 4 किलो ओम और 8 किलो ओम कह रहा हूं और डिजिटल इनपुट इस तरह लागू होते हैं D0 D1 D2 D3 लिस्ट सिग्नीफिकेंट बिट उच्चतम प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है मोस्ट सिग्नीफिकेंट बिट न्यूनतम प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है आउटपुट पक्ष हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर उपयोग कर रहे हैं मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं कि एक एम्पलीफायर कैसे परिचालन करता है लेकिन मूल रूप से यह एम्पलीफायर धारा को आनुपातिक वोल्टेज में परिवर्तित करता है तो जो धाराएँ बह रही हैं वे V R V 2R V 4R और V 8 R होंगी VOUT के लिए अभिव्यक्ति दिखाई गई है स्पष्ट रूप से VOUT D के समानुपाती है इसी प्रकार वेटेड रजिस्टर D A कनवर्टर काम करता है यह वास्तव में समझने में काफी सरल है प्रतिरोधों में से प्रत्येक एक धारा पैदा कर रहा है जो उस विशेष बिट के वेट के आनुपातिक है और सभी धाराएं ऑपरेशन एम्पलीफायर द्वारा जोड़े जा रहे हैं और यह एक वोल्टेज VOUT में बदल जाता है अब हम दूसरे प्रकार रजिस्टिव लैडर पर आते हैं यहां मैं 4 बिट डी ए कनवर्टर का एक योजनाबद्ध आरेख भी दिखा रहा हूं पहली बात यह है कि आप यहाँ ध्यान दें कि बहुत अधिक प्रतिरोधों की आवश्यकता है पहले की विधि में हमें केवल 4 प्रतिरोधों की आवश्यकता थी लेकिन यहां आपको 8 प्रतिरोधों की आवश्यकता है लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ प्रतिरोधों के केवल 2 प्रकार हैं R और 2R आपको प्रतिरोधों के कई अलग अलग मानों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है ऐसा नहीं है कि यह सर्किट एक करंट उत्पन्न करता है जिसे वोल्टेज में बदलना पड़ता है बल्कि यह सीधे डिजिटल इनपुट के लिए आनुपातिक वोल्टेज पैदा करता है और फिर से आउटपुट में हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट का उपयोग कर रहे हैं लेकिन हम इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक अलग तरीके से जोड़ रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं इसे वोल्टेज फॉलोअर सर्किट कहा जाता है यह कुछ को भी कुछ में नहीं बदलता है इनपुट वोल्टेज है यह एक वोल्टेज ही रहता है लेकिन यह वास्तव में एक बफर की तरह काम करता है ताकि जब उत्पादन कुछ अन्य सर्किट से जुड़ रहा है तो यह सर्किट इस डीए कनवर्टर सर्किट के कार्य को बाधित नहीं करना चाहिए आइए देखें कि यह वोल्टेज V जो कि यहां उत्पन्न होता है डिजिटल इनपुट D के आनुपातिक है हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर इनपुट पर वोल्टेज की गणना करते हैं हम कहते हैं कि हम मानते हैं कि एक बार इनपुट 1 पर है अन्य 3 इनपुट 0 पर हैं आइए इस धारणा के साथ शुरू करते हैं पहले मामले में हम यह मानकर चलते है कि इनपुट 1 0 0 0 है इसका मतलब है बस एक बिट 1 है और अन्य सभी बिट 0 हैं आइए देखें कि यहां क्या होता है सर्किट इस तरह दिखता है इस सर्किट में सबसे दायीं ओर इनपुट में मोस्ट सिग्नीफिकेंट बिट हैं और अन्य 3 लोअर सिग्नीफिकेंट बिट हैं ये सभी 0 हैं आइए हम इस सर्किट का विश्लेषण करने का प्रयास करें आप इन दो प्रतिरोधों 2R और 2R को देखें वे ग्राउंड के समानांतर जुड़े हुए हैं यह ग्राउंड से जुड़े एकल प्रतिरोध R के बराबर है इस तरह से हमें कुछ सरलीकरण करना चाहिए यह R बन जाता है फिर वह R और यह R श्रृंखला में आ जायेंगे और कुल प्रतिरोध फिर से 2R हो जाएगा तो फिर से यह 2R और यह 2R समानांतर में आ जायेंगे यह R बन जाएगा वो R और यह R फिर से श्रृंखला में 2R बन जायेंगे यह 2R और 2R समानांतर में हो जायेंगे यह R और यह R 2R बन जाएगा तो अंत में आपका सर्किट इस तरह होगा यह समतुल्य परिपथ है 2R V से जुड़ा है और यह भुजा 2R है जो ग्राउंड है यह एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है यह आउटपुट वोल्टेज V 2R 2R 2R V 2 इसके बाद हम यह मान लेते हैं कि यह दूसरा बिट 1 है इसका मतलब है मैं यहां V प्रयोग कर रहा हूंअन्य सभी 3 ग्राउंड हैं पिछले मामले के लिए हमने जो किया उसी तर्क के बाद ये 2 प्रतिरोध श्रृंखला में आ रहे हैं वे R बन जाते हैं और यह R और वह R श्रृंखला में 2R बन जाते हैं फिर यह 2R और समानांतर में यह 2R R बन जाता है R और R श्रृंखला में 2R बन जाते हैं तो हम एक बिंदु पर आते हैं जब हमारे समकक्ष सर्किट इस तरह दिखता है मेरे पास V यहाँ है 2R यहाँ बाएँ समकक्ष प्रतिरोध 2R के आसपास है यहाँ देखें कि मैं उन्हें समानांतर में संयोजित नहीं कर सकता क्योंकि उनमें से एक ग्राउंड है दूसरा V से जुड़ा है पहले दोनों मामलों में दोनों जमीन से जुड़े थे यही वजह है कि आप पैरेलल कॉम्बिनेशन फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं यहाँ हम थेवेनिन थ्योरम Thevenin's theorem नामक चीज़ का प्रयोग करते हैं थेवेनिन थ्योरम Thevenin's theorem कहता है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह का सर्किट है तो इस बिंदु को देखें इस पूरे सर्किट को एक वोल्टेज स्रोत से बदला जा सकता है जो यहां आने वाले वोल्टेज के बराबर है आप सर्किट के शेष भाग को भूल रहे हैं सर्किट के इस हिस्से को भूल जाइये केवल इस भाग को देखें तो वोल्टेज V 2 होगा और यह मान कर वोल्टेज 0 है आप इसे ग्राउंड करते हैं और इस समतुल्य को देखते हैं यह 2R है तो आप मानते हैं कि यहाँ प्रतिरोध 2R के साथ श्रृंखला में एक वोल्टेज V 2 है तो फिर से R और R श्रृंखला में आते हैं और 2R बन जाते हैं और 2R और 2R समानांतर में हैं यह V 2 यहाँ है यह कुछ इस तरह बन जाएगा V 2 यहां 2R यहां और 2R यहां ग्राउंड करने के लिए है फिर यह एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है एक तरफ V 2 एक तरफ ग्राउंड है इसलिए आउटपुट V 4 होगा पहले के मामले के लिए जब MSB 1 है यह V 2 था अब जब दूसरा एमएसबी 1 है तो यह V 4 है यह आधा होता जा रहा है आइए हम अगले बिट को देखें तो क्या होता है जब मैं 0 0 1 0 लागू करता हूं फिर से यहाँ 2 प्रतिरोधों में आप समानांतर में संयोजित कर सकते हैं और फिर से एक श्रृंखला में कर सकते हैं इस सर्किट के समान तो आपके पास यहाँ V 2 है और आप इसे फिर से जोड़ते हुए यहाँ थेवेनिन थ्योरम प्रयोग करते हैं इस बिंदु पर आपको यहाँ V 2 मिलता है और यहाँ 2R और फिर आप थेवेनिन थ्योरम प्रयोग करते हैं यहां आपको V 4 यहां और 2R यहां मिलता है अंत में आपके पास एक परिदृश्य है जहां आपके पास इस तरह का सर्किट है फिर से एक रजिस्टेंस डिवाइडर V 4 2R 2R ग्राउंड है तो वोल्टेज V 8 हो जाएगा तो आप V 2 V 4 V 8 देखते हैं यह उत्तरोत्तर आधा होता जा रहा है आइए देखें कि क्या वही चीज़ अंतिम बिट के लिए होती है जहाँ इनपुट 0 0 0 1 होता है यहाँ पहले चरण से ही आपको थेवेनिन थ्योरम लागू करना होगा क्योंकि एक तरफ ग्राउंड है और दूसरी तरफV तो आप इसे बदलने के लिए यहां V 2 और 2R का प्रयोग करते हैं आपको इस तरह एक सर्किट मिलता है हम यहां फिर से थेनविन थ्योरम लागू करते हैं आप को यह V 4 और 2R मिलता है आप थेवेनिन थ्योरम को फिर से प्रयोग करते हैं तो हमको V 8 और 2R प्राप्त होते हैं और अंत में आप देखेंगे कि V X V 16 बन जाता है इसलिए आप देखते हैं कि बिट्स एमएसबी से LSB में बदल रहे हैं वजन और प्रत्येक बिट V 2 V 4 V 8 और V 16 में बदल रहा है अब सवाल यह है कि जब सभी 4 बिट्स एक साथ लागू होते हैं तो क्या होगा बिट्स एक साथ लागू किया जाता है वहाँ सर्किट सिद्धांत में एक अच्छी तरह से ज्ञात प्रमेय है जिसे सुपरपोज़िशन के सिद्धांत कहा जाता है यह कहता है कि जब एक लीनियर सर्किट में कई इनपुट लगाए जाते हैं प्रतिरोध रैखिक है तो आउटपुट आउटपुट के योग के समान होगा जहां आप एक समय में एक इनपुट लगा रहे हैं इसलिए आप जो भी प्रयोग कर रहे हैं आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बार में एक इनपुट प्रयोग किया जा रहा है आप गणना करते हैं सभी वोल्टेज जोड़ते हैं तो जो आपको प्राप्त होता है वह अंतिम वोल्टेज है सुपरपोज़िशन के सिद्धांत का उपयोग करके आप अंतिम गणना करने के लिए इस सर्किट का उपयोग कर सकते हैं जो आपको अंतिम आउटपुट देगा आपको इस तरह की अभिव्यक्ति मिलेगी स्पष्ट रूप से V A D के समानुपाती है इसलिए यदि आप k th बिट को देखते हैं तो सामान्य रूप से N bit डी ए कनवर्टर में इसका योगदान सामान्य रूप से V 2N k होगा ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जिस STM32F01 बोर्ड का उपयोग कर रहे हैं इस बोर्ड के पास डी ए कनवर्टर का कोई सपोर्ट नहीं है लेकिन बोर्ड में पहले से ही पीडब्ल्यूएम की क्षमता है और हम डी ए रूपांतरण के समान भी कुछ कर सकते हैं हम ड्यूटी साइकिल को एक समान औसत वोल्टेज में बदल सकते हैं जो एक डी ए कनवर्टर के आउटपुट की तरह है यहाँ एक 12 बिट डी ए कनवर्टर बोर्ड में बनाया गया है जो कुछ अन्य फैमिली के हैं इसके साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं जहाँ हमने डिजिटल से एनालॉग रूपांतरण की प्रक्रिया पर चर्चा की थी अगले व्याख्यान में हम एनालॉग से डिजिटल रूपांतरण के विपरीत प्रक्रिया पर अपनी चर्चा शुरू करेंगे धन्यवाद